नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है इसके पहले के अध्याय में हमने MIMO चैनल ऐस्टीमेशन को देखा जोकि MIMO सिस्टम के चैनल मैट्रिक्स का ऐस्टीमेशन है और जहां MIMO मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है तो आज हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे चलिए तो MIMO चैनल ऐस्टीमेशन का एक उदाहरण लेते हैं तो आज के इस अध्याय में हम MIMO चैनल ऐस्टीमेशन का एक उदाहरण देखेंगे और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं की MIMO का तात्पर्य मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहां पर मल्टीपल इनपुट का मतलब आपके पास मल्टीपल सिस्टम को इनपुट देने के लिए मल्टीपल ट्रांसमिटएंटीना होंगे जोकि मल्टीपल सिंबल भेजेंगे वायरलेस चैनल में और मल्टीपल आउटपुट का मतलब आपके पास मल्टीपल रिसीव एंटीना होंगे जोकि वायरलेस चैनल से आ रहे मल्टीपल आउटपुट सिंबल को रिसीव करेंगे ठीक है और विशेष रूप से जैसा हमने कहा मल्टीपल इनपुटइनपुट का मतलब आपके मल्टीपल इनपुट जो मल्टीपल ट्रांसमिट एंटीना से आ रहे हैं और मल्टीपल आउटपुट मतलब मल्टीपल Rx या मल्टीपल रिसीव है मल्टीपल रिसीव एंटीना है और इस उदाहरण में हम इसे एक 2 cross 2 मान रहे हैं तो इस उदाहरण में हमने एक 2 cross 2 MIMO चैनल का विचार किया या एक 2 cross 2 MIMO सिस्टम का विचार किया याद रखिए 2 cross 2 है यह आपके MIMO चैनल मैट्रिक्स का नाप है तो अगर आपको याद हो तो r cross t क्या है यह MIMO का नाप है जो एक चैनल मैट्रिक्स r cross t है तो इस 2 cross 2 सिस्टम का मतलब हमारे पास एक MIMO सिस्टम है जिसमें r बराबर है 2 रिसीव एंटीना के और t बराबर है 2 ट्रांसमिट एंटीना या tx एंटीना के और इसलिए मैं यहां एक 2 cross 2 MIMO कर रहा हूं MIMO सिस्टम जिसमें r coss t हो यह नोटेशन r cross t है जिसमें r बराबर है रिसीव एंटीना की संख्या के और t बराबर है ट्रांसमिट एंटीना की संख्या के यहां 2 cross 2 का मतलब आपके पास 2 रिसीव एंटीना है और 2 ट्रांसमिट एंटीना है तो चाहिए मैं इसे एक चित्र के द्वारा दर्शाता हूं चलिए हम लोग बनाते हैं वैसे तोकल भी हमने यह देखा था सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए चलिए मैं इसे फिर से दोबारा बनाता हूं ताकि आपको सिस्टम मॉडल याद आ जाए तो यहां मेरे पास एक ट्रांसमीटर है जिसमें 2 एंटीना है जिन्हें T1 T2 से दर्शाया है और दूसरी तरफ मेरे पास एक रिसीवर है आपका रिसीवर तो यह है आपका ट्रांसमीटर और यह आपका रिसीवर है जिसमें तो रिसीव एंटीना है चलिए हम इन्हें R1 R 2 कहते हैं और ट्रांसमिट एंटीना 1 और रिसीव एंटीना 1 के बीच का चैनल कॉएफिशिएंट h 1 1 है और ट्रांसमिट एंटीना transmit antenna1 और रिसीव एंटीना 2 के बीच का चैनल कॉएफिशिएंट h 21 है ट्रांसमिट एंटीना 2 और रिसीव एंटीना 1 के बीच का चैनल कॉएफिशिएंट h 1 2 है और ट्रांसमिट एंटीना 2 और रिसीव एंटीना 2 के बीच का चैनल कॉएफिशिएंट h 2 2 है यह कुछ जो हम पहले ही देख चुके हैं किसी समय k पर ट्रांसमिट एंटीना 1 ट्रांसमिट हुए सिंबल x 1 k है किसी समय k पर ट्रांसमिट एंटीना 2 ट्रांसमिट हुए सिंबल x 2 k है किसी समय k पर रिसीव एंटीना 1 पर रिसीव हुए सिंबल y 1 k है किसी समय k पर रिसीव एंटीना 2 पर रिसीव हुए सिंबल y 2 k है इसलिए अब मैं सिस्टम मॉडल को इस तरह दर्शा सकता हूं सिस्टम मॉडल को वेक्टर नोटेशन द्वारा दर्शाया जाए चलिए हम इसे साफ तौर पर लिखते हैं वेक्टर नोटेशन की तरह y 1 k y 2 k बराबर होगा आपके चैनल मैट्रिक्स जो कि 2 cross 2 MIMO चैनल मैट्रिक्स h 1 1 h 1 2 h 2 1 h 2 2 टाइम x 1 k x 2 k चैनल नाइज वेक्टर v 1 k v 2 k है यह आप आउटपुट वेक्टर y bar k है यह आपका चैनल मैट्रिक्स H है यह आपका ट्रांसमिटेड वेक्टर x bar k और यह नाइज वेक्टर v bar k है ठीक है तो अब आपके पास आउटपुट वेक्टर या आउटपुट रिसीव वेक्टर y bar k है जो कि r डाइमेंशनल है और बराबर है H टाइम x bar के जहां H चैनल मैट्रिक्स है और जो r cross t डाइमेंशनल है और x bar ट्रांसमीट वेक्टर और जो t cross 1 डाइमेंशनल प्लस v bar k जोकि नाइज वेक्टर है और जो r डाइमेंशनल है ठीक है तो मैंने इसे समग्र रूप में एक मेट्रिक नोटेशन से दर्शाया है जिसमें y bar k बराबर है H टाइम x bar k प्लस v bar k के यह आपका r cross 1 वेक्टर है और इस उदाहरण में यह 2 cross 1 रिसीवर वेक्टरहै यह आपका r cross t MIMO चैनल मैट्रिक्स है यह आपका x bar k और जो कि t cross 1 सिंबल वेक्टर या ट्रांसमीट वेक्टर है और यह आपका v bar k है और जो r cross 1 है जहां r बराबर है 2 के तो यह एक 2 cross 1नाइज वेक्टर है याद रखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं की k दर्शाता है समय दर्शाता है k th टाइम इंसटेंट तो हमारे पास है y bar k जो बराबर है H x bar k v bar k के यह मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक इनपुट आउटपुट मॉडल है किसी समय k पर चलिए अब हम N पायलट सिंबल के ट्रांसमिशन का विचार करते हैं यहां इस उदाहरण में चलिए मानते हैं N 3 के बराबर है तो चलिए N जो बराबर है 3 पायलट सिंबल के के ट्रांसमिशन का विचार करते हैं और यहां इस उदाहरण में यह तीन पायलट वेक्टर है क्योंकि प्रत्येक ट्रांसमिटेड सिंबॉल एक सिंबल वेक्टर 9symbol vectorहै ठीक तो मेरे पास किसी समय k पर ट्रांसमिट हुए सिंबल x bar 1 है यह पायलट वेक्टर है किसी समय 1 पर यहां यह बराबर है 10 8 की याद है प्रत्येक वेक्टर एक 2 डाइमेंशनल वेक्टर है और क्योंकि यहां पर दो ट्रांसमिट एंटीना है तो x bar 2 बराबर है 8 कोमा 10 के और x bar 3 बराबर है 6 कोमा 6 के तो यह आपके N वेक्टर है और 3 के बराबर है तो हम लोग यहां पर N 3 पायलट वेक्टर का विचार कर रहे हैं जो है x bar 1 किसी समय 1 पर x bar 2 किसी समय 2 पर और x bar 3 किसी समय 3 पर तो यह आपके तीन पायलट वेक्टर है तो इन तीन ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर से संबंधित हमारे पास तीन ऑब्जर्व्ड वेक्टर y bar 1 y bar 2 y bar 3 होंगे और चलिए हम इन्हें कहते हैं y bar 1 बराबर होगा 21 के y bar 2 बराबर होगा 1 2 और y bar 3 बराबर होगा 1 1 के और अब इसलिए आपको याद होगा यह हम पहले भी देख चुके हैं मैं इस अभिव्यक्ति को लिख सकता हूं y bar 1 बराबर है H x bar 1 प्लस v bar 1 के y bar 2 बराबर होगा H x bar 2 प्लस v bar 2 और y bar 3 बराबर होगा H x bar 3 प्लस v bar 3 के और चलिए मैं आपको याद दिला दूं y bar 1 y bar 2 y bar 3 यह तीनों N जहां बराबर है 3 आउटपुट वेक्टर के वेक्टर जोकि संबंधित है इनपुट पायलट से और ऑब्जर्व्ड वेक्टर आउटपुट पायलट वेक्टर y bar 1 y bar 2 y bar 3 संबंधित है ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर x bar 1 x bar 2 x bar 3 से और अब जैसा कि हमने कल इन रिसीव वेक्टर y bar 1 y bar 2 y bar 3 को जोड़कर इकट्ठा किया था और जब हम आउटपुट को जोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इनपुट भी आता है तो यह y bar 1 y bar 2 y bar 3 हर वेक्टर r डाइमेंशनल हैऔर हम n वेक्टरको इस तरफ रख रहे हैं यह एक r cross N और जो कि 2 cross 3 मैट्रिक्स है और बराबर है H के जो कि आप पहले से जानते हैं 2 cross 2 चैनल मैट्रिक्स है टाइम x bar 1 x bar 2 x bar 3 और यह आपका t cross N मैट्रिक्स और यहां पर 2 cross 3 पायलट मैट्रिक्स इसे हम X से दर्शाते हैं और आउटपुट मैट्रिक्स को Y से दर्शाते हैं और यह बेशक प्लस के बाद नाइज वेक्टर v bar 1 v bar 2 v bar 3 है और जो कि नाइज मैट्रिक्स है यह आपका नाइज मैट्रिक्स है जो r cross N है और इस उदाहरण में 2 cross 3 है और हम इसे दर्शा रहे हैं V से मॉडल है जिसमें Y बराबर हैH X प्लस V के यह हमें मिला जोड़ने के बाद यहां जो हमने लिखा है यह मूलतः रिसीव आउटपुट वेक्टर को इकट्ठा कर जोड़ने पर मिला है और ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर और नाइज वेक्टर को इकट्ठा कर जोड़ने पर मिला है तो यह मॉडल है जो कि जोड़ने पर मिला है इसलिए चलिए हम इन मैट्रिक्स को लेते हैं Y जोकि है y bar 1 y bar 2 y bar 3 तो यह एक 21 12 11 मैट्रिक्स है आपको याद होगा y bar 1 y bar 2 y bar 3 को इकट्ठा रखने पर हमें Y मैट्रिक्स मिलता है और जहां Y बराबर होता है H के जोकि चैनी मैट्रिक्स है टाइम पायलट वेक्टर x bar 1 x bar 2 x bar 3 याद रखी रखिए आपकाx bar 1 x bar 2 xbar 3 है यह आपका पायलट मैट्रिक्स X है प्लस नाइज मैट्रिक्स जोकि अननोन है तो यह नाइज मैट्रिक्स रिसीवर को नहीं पता हमें नहीं पता की नाइज सैंपल क्या है तो नाइज मैट्रिक्स अननोन है हमारे पास ऑब्जर्व्ड पायलट आउटपुट हैं जोकि की ऑब्जर्व्ड पायलट वेक्टर है यह आपका Y मैट्रिक्स है जोकि ऑब्जर्व्ड पायलट वेक्टर को जोड़कर बना है यह पायलट मैट्रिक्स X है जो कि कुछ नहीं पर ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर को इकट्ठा जोड़कर बनाया है तो इन दोनों से हम MIMO चैनल मैट्रिक्स H को एस्टीमेट करेंगे तो यह आपका इकट्ठा किया हुआ जोड़कर बनाया हुआ ऑब्जर्व्डआउटपुट मैट्रिक्स है यह आपका पायलट मैट्रिक्स है और हमने H का लिस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट कल देखा था मैट्रिक्स का लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट या MIMO चैनल मैट्रिक्स H का एस्टीमेट होता है H hat आपको याद होगा हमने यह अभिव्यक्ति कल निकाली थी YX ट्रांसपोज transpose टाइम XX ट्रांसपोज इन्वर्स यह आपका XX ट्रांसपोज इन्वर्स का लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट है यह MIMO चैनल मैट्रिक्स का लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट है तो अब मैं एस्टीमेटकी विभिन्न क्वांटिटी की गणना करूंगा सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं X X ट्रांसपोज की गणना से X X ट्रांसपोज मूलतः मैट्रिक्स X है पायलट मैट्रिक्स X जोकि 10 8 6 8 10 6 टाइम इसका खुद का ट्रांसपोज जो की 10 8 6 8 10 6 है और इसलिए अब मैं इसे और सरल कर सकता हूं मैं इसका उत्तर यहां लिख देता हूं यह बराबर है 200 196 के और एक 2 cross 2 मैट्रिक्स 196 200 होगा इसका ट्रांसपोज यहां पर X पायलट मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम X X ट्रांसपोज की गणना करेंगे अब इसके बाद हम X X ट्रांसपोज इन्वर्स की गणना करेंगे तो X X ट्रांसपोज इन्वर्स 2 cross 2 मैट्रिक्स X X ट्रांसपोज का इन्वर्स है यह एक 2 cross 2 मैट्रिक्स तो इसका इन्वर्स आसानी से निकाला जा सकता है जो है 1 ओवर डिटरमिनेट200 स्क्वायर 196 स्क्वायर डायगोनल एलिमेंट की अदला बदली कर देंगे नेगेटिव ऑफ डायगोनल एलिमेंट 196 196 अब आप देख सकते हैं हम इसे सुलझा सकते हैं 1 ओवर 200 स्क्वायर 196 स्क्वायर जो होगा 1 ओवर 4 396 टाइम 200 196 196 200 अगर हम 4 को हटाने के लिए इसे मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं जो हमें मिलेगा 1 ओवर 396 टाइम्स 50 49 49 50 ठीक है तो यह हमें मिला अब आप देखें Y X ट्रांसपोज को जहां Y ऑब्जर्व्ड आउटपुट पायलट मैट्रिक्स 2 1 1 2 टाइम 10 8 6 8 10 6 है जो बराबर है मैट्रिक्स 34 32 32 34 के और इसलिए हमने अब इन दोनों की गणना कर ली है हमने Y X ट्रांसपोज X X ट्रांसपोज इन्वर्स दोनों की गणना कर ली है अब हमें चैनल एस्टीमेट H ha ML एस्टीमेट लीस्ट स्क्वेयर्स एस्टीमेट चैनल निकालना है मैट्रिक्स H जोकि दिया जाएगा H hat बराबर होगा Y X ट्रांसपोज टाइम्स XX ट्रांसपोज इन्वर्स ठीक है तो अब मैं H hat की गणना कर सकता हूं और जैसे कि हमने पहले लिखा Y X ट्रांसपोज टाइम्स XX ट्रांसपोज इन्वर्स Y X ट्रांसपोज जिसकी हमने अभी गणना की है चलिए मैं इसे यहां पर लिखता हूं 34 32 32 34 टाइम X X ट्रांसपोज इन्वर्स और जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है और जो है 1 ओवर 396 50 49 49 50 चलिए मैं इस कांस्टेंट फैक्टर 1 ओवर 396 को बाहर ले आता हूं तो अब हमारे पास है 1 ओवर 396 34 32 32 34 टाइम हमारा 2 cross 2 मैट्रिक्स जो है 50 49 49 50 और जो बराबर 1 ओवर 396 टाइम132 और आप इसे परख भी सकते हैं 132 66 132 66 132 66 66 132 और फिर सरल करेंगे यह मेरा H hat है सरल करने के बाद और H hat जो कि बराबर है 1 ओवर 3 1 ओवर 6 1 ओवर 6 1 ओवर 3 और जो कि आपका 2 cross 2 MIMO चैनल एस्टीमेट है आपका 2 cross 2 MIMO चैनल का एस्टीमेट है तो हमने यहां अभी क्या निकाला हमने गणना की लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट की तो आप इसे लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट कह सकते हैं या लीस्ट स्क्वेयर कह सकते हैं क्योंकि यह मैक्सिमम लाइक्लीहुड के सिद्धांत से निकाला गया है इसीलिए इसे हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट भी कह सकते हैं और जो कि आपका ML एस्टीमेट है चैनल मैट्रिक्स H का मैक्सिमम लाइक्लीहुड या ML एस्टीमेट तो यह 1 ओवर 3 1 ओवर 6 1 ओवर 6 1 ओवर 3 2 cross 2 MIMO चैनल मैट्रिक्स का एस्टीमेट है तो इस उदाहरण से हमने दिखाया की लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट या मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट की गणना कैसे करते हैं यह जो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड सिद्धांत से निकाला गया है 2 cross 2 MIMO चैनल मैट्रिक्स का एस्टीमेट की गणना कैसे की गई यह निकाली हुई अभिव्यक्ति किसी भी r cross t MIMO चैनल मैट्रिक्स के एस्टीमेट की गणना के लिए इस्तेमाल की जा सकती है यह उदाहरण बताता है एक सरल 2 cross 2 MIMO सिस्टम जिसमें N बराबर है 3 ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर के उसका ऐस्टीमेशन किस तरह किया जाता है तो हमने इस मॉडल में क्या किया हमने MIMO चैनल के लिए लीस्ट स्क्वेयर पर आधारित एस्टीमेट के सिद्धांत को दर्शाया सबसे पहले हमने MIMO ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए एक सिस्टम मॉडल बनाया सिंबल x bar k का ट्रांसमिशन y bar k सिंबल का रिसेप्शन हमने यहां दिखाया की y bar k बराबर है H टाइम्स x bar k v bar k के हमने 3 पायलट वेक्टर x bar 1 x bar 2 x bar 3 की ट्रांसमिशन का विचार किया और 3 आउटपुट वेक्टर y bar 1 y bar 2 y bar 3 के रिसेप्शन का विचार किया और इन ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर को जोड़कर एक मैट्रिक्स X बनाया और रिसीवर आउटपुट या ऑब्जर्व्ड वेक्टर का मैट्रिक्स Y बनाया हमने यह पहले ही निकाल लिया था की किसी चैनल मैट्रिक्स का लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट दिया जाता है Y X ट्रांसपोज टाइम X X ट्रांसपोज इन्वर्स से हमने ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर और रिसीव या ऑब्जर्व्ड आउटपुट वेक्टर को यहां पर रखकर मूलतः लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट की गणना की किसी MIMO चैनल मैट्रिक्स H hat के लिए तो यह उदाहरण समग्र रूप से बताता है लीस्ट स्क्वेयर ट्रांसपोज और मैक्सिमम लाइक्लीहुड पैराडिग्मा का उपयोग किसी MIMO चैनल ऐस्टीमेशन के लिए और यहां MIMO चैनल ऐस्टीमेशन का मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस चैनल ऐस्टीमेशन है तो चलिए हम यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और बाकी के पहलुओं को हम जानेंगे आगे आने वाले अध्यायों में बहुत बहुत धन्यवाद